नमस्कार दोस्तों इस वार्ता में हम सहानुभूति की अवधारणा और इसकी प्रासंगिकता पर ध्यान केंद्रित करेंगे सहानुभूति शब्द में भावना उन्मुख अर्थ है और आप में से कई सोच रहे होंगे कि एक नरम कौशल पाठ्यक्रम में सहानुभूति महत्वपूर्ण क्यों है हम उस बारे में बात करेंगे लेकिन इससे पहले मैं आपसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर बात करने और सुनने के बारे में दोबारा सुनिश्चित करने के लिए कहूँगा जहाँ हमने सहानुभूति सुनने के बारे में बात की थी जहाँ आप दूसरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं आज की दुनिया में अधिक महत्वपूर्ण है की हमे पता हैं कि सहानुभूति प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से शब्द बन गई है क्योंकि खुशी की अवधारणा पर आज हमारा अलग ध्यान है और दुनिया भर में बहुत सारे पाठ्यक्रम मानव कल्याण और खुशी की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और फिर उस संदर्भ में सहानुभूति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसलिए हम इन धारणाओं को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखने की कोशिश करेंगे कि जब भारतीय पारंपरिक में समानुभूति की अवधारणा की बात आती है हालांकि यह शब्द ग्रीक और यूरोपीय संदर्भ से आने पर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारतीय संदर्भ में इसके इतिहास में सहानुभूति ने बहुत अलग भूमिका निभाई है और हम इस बारे में कुछ बात करेंगे क्योंकि हम इस विशेष वार्ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो ये चीजें हैं जिन्हें हम स्पर्श करेंगे हम सहानुभूति क्या है इसे देखकर शुरू करेंगे की सहानुभूति क्या है और फिर हमें सहानुभूति की आवश्यकता क्यों है सहानुभूति की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं अधिक समानुभूति बनने के लिए कौन सी आदतें को समझे और उसके साथ हम इस विशेष वार्ता को समाप्त करेंगे लेकिन इससे पहले कि हम उस पर जाएं शायद यह एक अच्छा विचार है कि एक परीक्षा लें और पता करें कि आप कितने सशक्त हैं बर्कले में ग्रेटर गुड का एक केंद्र है और उन्होंने बहुत सारे प्रश्न और क्विज़ उत्पन्न किए हैं जो आपको प्रकृति में अपने मूल में कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे जब यह खुश होने उत्साहपूर्ण होने और उस जैसी चीजों की बात आती है और चर्चा मंच पर इस पर चर्चा करें जैसा कि आपने पहले किए गए क्विज़ के साथ किया है अब हम जल्दी से कुछ प्रमुख अवधारणाओं पर ध्यान देते हैं जो सहानुभूति की परिभाषा में शामिल हैं सहानुभूति किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति को उनके दृष्टिकोण से समझने का अनुभव है यहाँ हमें इस शब्द को अवधारणा से और सहानुभूति शब्द से अलग करने की आवश्यकता है सहानुभूति वह जगह है जहां हम दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे दृष्टिकोण से हम किसी और की जगह नहीं लेना चाहते हैं हम अपनी जगह पर हैं लेकिन यहाँ से हम भावनात्मक रूप से किसी और का समर्थन करना चाहते हैं आप अपने आप को उनके जूते में रखते हैं और महसूस करते हैं कि वे क्या महसूस कर रहे हैं जो आप सहानुभूति में नहीं करते हैं सहानुभूति वह जगह है जहां आप अपने खुद के जूते डाल रहे हैं लेकिन वहां से आप भावनात्मक रूप से दूसरे व्यक्ति को लिए अपनी भावनाओं को कुछ हद तक व्यक्त कर रहे हैं जबकि अमेरिकी संस्कृति शायद लोगों को सहानुभूति के बजाय अधिक व्यक्तिवादी बनने में मदद कर रही है अनुसंधान ने 'दर्पण न्यूरॉन्स' के अस्तित्व को उजागर किया है जो दूसरों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं और फिर उन्हें पुन पेश करते हैं अब आप देखते हैं कि रचनात्मकता पर मेरी बाद की बातचीत में मैं सामूहिक संस्कृतियों के विरोध के रूप में व्यक्तिवादी संस्कृतियों की अवधारणा के बारे में भी बात करूंगा सामूहिक संस्कृतियों में साझाकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है वास्तव में अधिकांश परंपराएं संस्कृति सामूहिक संस्कृति के रूप में शुरू होती हैं क्योंकि आप देखते हैं कि पूर्व सभ्यता के शुरुआती चरणों में समुदाय केवल साझाकरण के आधार पर विकसित हुआ था अगर आप दूसरों के साथ साझा नहीं करते तो आप नहीं बचते इसलिए साझा करने वाले समुदाय बहुत महत्वपूर्ण थे हालांकि इस तथ्य के साथ कि उद्धरण के भीतर अधिक स्पष्ट स्वायत्तता थी अधिक स्पष्ट स्वायत्तता से मेरा तात्पर्य यह है कि आर्थिक रूप से हम एक दूसरे पर निर्भर हैं लेकिन पारस्परिक स्तर पर समाजीकरण के स्तर पर एक दूसरे पर निर्भरता कई संस्कृतियों में और अन्य संस्कृतियों के बहुत से लोगों में यह बहुत कम है तो उस संदर्भ में हमें अमेरिकी संदर्भ में कहना चाहिए और केवल अमेरिकी संदर्भ क्यों भारत में कई शहरी संदर्भों में आप पातेहैं कि व्यक्ति का ध्यान केंद्रित हो जाता है परिवार अन्य लोग उसके बाद आते हैं वास्तव में आप इसे तलाक की दरों के साथ सहसंबंधित कर सकते हैं जो कुछ भी आप देखते हैं कि ये लोग हमें महिलाओं लिंग अंतर और उन सभी के बारे में बात करने के लिए कह सकते हैं आप पाते हैं कि भारत में जहां कहीं भी व्यक्ति या व्यक्तिगत विचार व्यक्तिवाद पर बल दियागया है इस जेब में तलाक के मामलों का स्तर उन जगहों की तुलना में बहुत अधिक है जहां व्यक्ति सामाजिक प्राथमिकताओं या चीजों का सबसेट है जिन्हें सामाजिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता हैशायद परिवार या समुदाय और आप पाते हैं कि संज्ञानात्मक विज्ञानों के हाली के अन्वेषण का समर्थन है यह दर्शाता है कि बहुत अधिक समर्थन है जो हमें बताता है कि सहानुभूति एक ऐसी चीज है जो जैविक रूप से संचालित है जिसका अर्थ है कि हमारे दिमाग के भीतर सहानुभूति कोशिकाएं हैं और इन्हें दर्पण न्यूरॉन्स के रूप में जाना जाता है और दर्पण न्यूरॉन्स तब सक्रिय हो जाते हैं जब हम दूसरों के द्वारा होने वाली चीजों को देखते हैं और ये इस तरह से सक्रिय होते हैं कि हम उन व्यवहारों की नकल करते हैं और जब ऐसा होता है तो हमें सहानुभूति का अनुभव होता है इसलिए एक जैविक अंतर्निहित है की जिसे आप साक्ष्य कह सकते हैं जो हमें बताता है कि मानव जानवरों में अनिवार्य रूप से सहानुभूति एक बहुत मजबूत घटक होता है बल्कि आप देखते हैं कि सहज सामाजिक संरचनाएं जो संभवतः जैविक रूप से संचालित होती हैं और बहुत अधिक सहानुभूति सामाजिक बंधन हुआ हैं वह जीव विज्ञान संचालित था यह शायद सभ्यता के साथ ही है और सभ्यता की जटिलता के साथ सहानुभूति कम मजबूत हो गई है कमजोर हो गई है अब मिररिंग एक ऐसी चीज है जो न केवल मिरर न्यूरॉन्स के संदर्भ में प्रासंगिक है हम विभिन्न प्रकार की चीजों को दर्पण करते हैं जब हम किसी के साथ सहानुभूति रखते हैं जब हम किसी के साथ सहमत होते हैं तो हम अनुकरण करते हैं वह व्यवहार अगर कोई दुखी है और जैसा कि एक उदास चेहरा बना है हम एक उदास चेहरा बनाते हैं यदि कोई व्यक्ति अस्वीकृत तरीके से खड़ा होता है तो हम अस्वीकृत तरीके से खड़े हो सकते हैं अब आप देखते हैं कि यह पदों की मिररिंग है जब आप पाते हैं कि किसी को बहुत कठिनाई हो रही है जो एक हकलाने वाला व्यक्ति है जब वह व्यक्ति बोलता है तो आप अचानक पा सकते हैं कि आप चुपचाप उन शब्दों को मुंह में लेने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आप अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने की कोशिश कर रहा है अब यह मिररिंग हो जाता है भावनाओं का अनुभव बहुत बार होता है जिसे संक्रामक के रूप में जाना जाता है भावनात्मक छूत ये अनुभव हैं जहाँ आप देखते हैं कि हम जो देखते हैं उससे प्रभावित होते हैं अब यह कुछ ऐसा है जो मैंने पहले ही अपने घंटे के संगीत अध्ययन में संक्षेप में साझा किया है लेकिन हम पाते हैं कि उदाहरण के लिए जब हमने संगीत पर शोध किया तो हमने पाया कि यदि आप काफी लंबे समय तक संगीत सुनते हैं तो संगीत आपके महसूस करने के तरीके पर प्रभाव होता है उसी का अध्ययन किया गया है और हमने ऐसे अध्ययन किए हैं जहाँ आप देखते हैं कि आपके चेहरे के भाव उन दृश्यों को दर्शाते हैं जिन्हें आप देखते हैं जैसे कि ऑडियो विज़ुअल्स मूवी हो सकते हैं उदास फिल्में खुशहाल फिल्में और आप पाते हैं कि यह बहुत हद तक संक्रामक प्रतिक्रियाएँ हैं या सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रियाएँ है इसलिए और सौंदर्यपूर्ण भावनाएं जहां आप देखते हैं कि आप एक कहानी पढ़ रहे हैं और अगर कहानी उदास है तो आप कहानी से दुखी हैं तो छूत मिररिंग ये दो अलग अलग चीजें हैं जो होती हैं संसर्ग वह जगह है जहाँ आप किसी और की भावनाओं से संक्रमित होते हैं और दोनों को सहानुभूति के साथ साथ सहानुभूति तक ले जा सकते हैं और मिररिंग वह जगह है जहाँ आप देखते हैं कि आप अपने आप को दूसरे व्यक्ति की जगह पर रखने की कोशिश कर रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं या आप उस प्रति का अनुकरण करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके व्यवहार में भी है हमें सहानुभूति की आवश्यकता क्यों है अब आप देखते हैं कि गोलेमैन ने सहानुभूति के प्रमुख तत्वों की पहचान की है और आप कहते हैं कि हम नरम कौशल के संदर्भ में सहानुभूति की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रासंगिकताओं को देख सकते हैं आप देखते हैं कि सहानुभूति से जुड़े पांच तत्व अन्य लोगों को समझना हैं अन्य लोगों को विकसित कर ना हैं जो एक समुदाय का विकास करना हैं एक प्रतिक्रिया सहानुभूति अन्य लोगों की मदद करने की कोशिश करती है ताकि सेवा उन्मुखीकरण हो जहां आप अपने बारे में कम सोचते हैं और अन्य व्यक्ति के बारे में अधिक विविधता की अनुमति देना विभिन्न प्रकार की राय का खुलापन और लोगों की बड़ी जागरूकता समाज संस्कृति संस्कृति राजनीति अब ये पांच तत्व हैं जो आपको अधिक आनुभविक बनाते हैं क्योंकि आपके साथ शुरू करने के लिए आप अधिक अवधारणात्मक हो जाते हैं और फिर स्पष्ट रूप से अधिक समान हो जाते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीचे मैंने सुनने के कौशल के सूचीबद्ध किया है अशाब्दिक संचार दूसरों को समझने से जुड़ा हुआ है हमने ऐसा किया दूसरों का विकास करना मतलब जहां उपकरण का उपयोग करना प्रतिक्रिया प्राप्त करना दूसरों को प्रेरित करना सेवा उन्मुखीकरण सहायता ग्राहक सेवा और सभी प्रकार की चीजों का उपयोग करना है विविधता टीमों का निर्माण संघर्षों का समाधान लोगों के बारे में जागरूकता समाज ये संचार के कुछ मुख्य कौशल हैं तो आप पाते हैं कि यदि आप इन सभी तत्वों को देख रहे हैं तो संभवतः आपको हमें यह कहने की आवश्यकता है कि हमें सहानुभूति के लिए बहुत मजबूत तर्क की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर हम कैसे सहानुभूतिपूर्ण होते हैं क्या यह है कि लोग स्वाभाविक रूप से सहानुभूति रखते हैं और हम सहानुभूति या सहानुभूति की संस्कृति को विकसित नहीं कर सकते बल्कि यह भी शायद ऐसा न हो वे कौन सी आदतें हैं जो हमें अधिक सशक्त बनने में मदद करती हैं और यह फिर से बार्कले साइट से है जहां वास्तव में वर्तमान में खुशी पर पाठ्यक्रम चला रहे हैं जिसमें सबसेट का एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में सहानुभूति है जिज्ञासा एक नए व्यक्ति के रूप में नए की खोज करना एक अजनबी व्यक्ति के बारे में किसी भी प्रकार के अपमान या असमानता की भावना के बिना किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जानने की सच्ची इच्छा है या किसी के मन में तिरस्कार है और यह पहली चीज है जो हमारे पास है इसलिए अगली बार हम अजनबियों से मिलते हैं तो वास्तव में उत्सुक हैं कि वे हमारे समान कैसे हैं और वे हमारे से कैसे भिन्न हैं अतः चुनौतीपूर्ण स्टीरियो प्रकार जो आप किसी अन्य देश के दूसरे भाषाई समुदाय से अन्य संस्कृति के व्यक्ति से मिलते हैं आपके पास कुछ विशिष्ट अवधारणाएँ होती हैं स्टीरियो टाइप्स के बारे में कि व्यक्ति किस तरह का अमेरिकी है हमें यह कहना चाहिए कि अनौपचारिक ब्रिटिशर्स या औपचारिक जर्मन हैं और अभिव्यंजक है या विचारशील नहीं हैं फ्रांसीसी लोग भावुक होते हैं ग्रामीण आपकी व्यक्तिगत जानकारी के बारे में बहुत जिज्ञासु होते हैं शहर के लोग दूर होते हैं और लोगों के साथ बात करने का महसूस नहीं करते हैं जहा भारत में विभिन्न संस्कृतियों के साथ अलग अलग विविधताएं हैं हमारे मन के भीतर बहुत सारी रूढ़ियाँ हैं हमें उनसे छुटकारा पाना है जब आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हों जब आप पहली बार किसी संस्कृति में कदम रख रहे हों तो रूढ़िवादिता में मत आना और यह अपने आप में सहानुभूति की दिशा में दूसरा कदम है क्योंकि आप नए विचारों के लिए खुले हैं यह भी रचनात्मकता के संदर्भ में प्रासंगिक है क्योंकि हम उन व्याख्यानों के संदर्भ में चर्चा करेंगे खुद को दूसरी जगहों या जूतों में रखें अपने आप को किसी और की स्थिति में रखने की कोशिश करें जाहिर तौर पर यह मुश्किल होगा लेकिन एक समय के बाद आप दूसरों के दृष्टिकोण से सोच सकते हैं बहुत ही कठिन परिस्थितियों में यह स्पष्ट रूप से मुश्किल है लेकिन जैसा कि मैंने आपके साथ साझा किया है क्योंकि सहानुभूति एक ऐसी चीज है जो हमारे भीतर जैविक रूप से अंतर्निहित है शायद यह निश्चित रूप से संभव है किसी और के दृष्टिकोण को देखें अगर आपको ऐसा करना चाहिए तो आप अधिक रचनात्मक हो जाएगे क्योंकि आपके पास एक और अलग स्थिति से सोचने की क्षमता है सुनो लेकिन एक अंतर के साथ सुनो जैसा कि हमने पहले चर्चा की है लेकिन के लिए नाही लेकिन समझने के लिए साझा करने के लिए एक खुलेपन के साथ सुनो जो कुछ ऐसा है जिसे हमने पहले ही बहुत हद तक अपने सुनने और बोलने के भाषणों पर चर्चा की है सहानुभूति से लेकर क्रिया तक केवल समान होना ही पर्याप्त नहीं है सहानुभूति के लिए कुछ प्रकार की गतिविधियों कुछ प्रकार के कार्यों का नेतृत्व करना चाहिए जो कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे संक्षिप्त करते हैं दूसरों की सेवा करने और अध्ययन करने से पता चलता है कि यदि आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं यदि आप किसी विशेष रुचि या स्वार्थ की प्रेरणा के बिना दूसरों की मदद करते हैं तो आप अधिक खुश महसूस करते हैं अब यह वैज्ञानिक खोज है वास्तव में जो मैं आपको करने के लिए लुभाऊंगा वह इन कुछ विशेष स्लाइड्स से जुड़े कुछ प्रयोगों में शामिल होना है जहाँ हम यह पता लगाएंगे कि वास्तव में हम सहानुभूति रखते हैं या नहीं और क्या कारक हमारी अवधारणा को प्रभावित करते हैं सहानुभूति क्या तर्कसंगत कारक है क्या विस्तार में भावनात्मक कारक है और सहानुभूति संभवतः दुःख की अवधारणा से कैसे संबंधित है सहानुभूति के माध्यम से दुःख को कैसे समाप्त किया जाता है ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम वास्तव में आज़मा सकते हैं क्योंकि प्रयोगों को पहले ही प्रदान किए गए लिंक में संकेत दिया गया है और मैं आपसे भाग लेने के लिए अनुरोध करता हूं ताकि हम वास्तव में एक साथ सीख सकें कि निष्कर्ष क्या हैं अब आप उस विस्तृत कवरेज को देखते हैं जो सहानुभूति के बारे में महत्वाकांक्षी है सहानुभूति के बारे में नहीं छोटी चीजों के बारे में सोचते हैं लेकिन साथ में बड़े निर्माण के बारे में बड़ी चिंताएं बड़ी चीजों के बारे में और मानव जाति के अधिक अच्छे के बारे में सहानुभूति रखते है यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं कि शायद हम वास्तव में अधिक विकसित हैं और अंत में शायद ज्यादा खुश भी है अब आप देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया आप कह सकते हैं कि खुशी स्वयं से जुड़ी है जो बहुत हद तक सच है लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि खुशी दूसरों से साझा करने दूसरों के बारे में साझा करने दूसरों की परिप्रेक्ष्य से अनुभव करने से भी जुड़ी है और यह रचनात्मकता के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक भी होने जा रहा है तो आप वास्तव में विभिन्न तरीकों से इससे लाभान्वित होते हैं और यहां मैं सिर्फ एक विशेष विचार करुणा की अवधारणा पर बात करूंगा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमने भारतीय परंपरा से सहानुभूति के साथ साथ सहानुभूति के सिद्धांतों में बहुत सारी अंतर्दृष्टि प्राप्त की है करुणा की अवधारणा का विशेष रूप हमने बहुत हद तक ध्यान की परंपरा से किया है करुणा एक संस्कृत शब्द है जिसे बहुत दृढ़ता से बौद्ध धर्म के संदर्भ में और ध्यान के एक प्रकार में पहचाना जाता है अपने दोस्तों की भलाई की कामना करने के लिए कहा जाता है तब एक यह कहकर अभ्यास शुरू करता है कि मुझे खुश रहने दो मुझे अच्छा बनने दो मुझे स्वस्थ रहने दो सब कुछ और सभी तरह की चीजें मेरे साथ होगी एक बार जब आप इस पर महारत हासिल कर लेते हैं तो आप कदम बढ़ाते हैं जब आप कहते हैं कि मेरे दोस्तों को खुश होने दें उन्हें सफल होने दें उनके साथ सब कुछ अच्छा हो ताकि सहानुभूति की दिशा में यह पहला कदम होगा और अगर आप कहे जाने वाले चरणों की श्रृंखला देख रहे हैं तो वह पहला या दूसरा स्थान होगा तीसरा वह स्थान है जहां आप कहते हैं कि किसी भी अजनबी को किसी भी अजनबी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाए जिसे आप नहीं जानते हैं और आप उस व्यक्ति का सुख चाहते हैं आप कहते हैं कि उसे खुश रहने दो उस व्यक्ति को सब कुछ अच्छा होने दो और चौथा और अंतिम चरण वह है जहां आप किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान करते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते हैं जिसे आप पहचानते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो जाहिर तौर पर आपका दुश्मन है और फिर आप उस व्यक्ति की पूर्ण सुख और कल्याण की कामना करने की तकनीक विकसित करते हैं और यह शायद अंतिम कदम है जिसे आप सहानुभूति की दिशा में ले सकते हैं अब ये तकनीकें ऐसी तकनीकें हैं जिन्हें मस्तिष्क के अध्ययन के माध्यम से उत्पन्न करने में सक्षम होने के साथ साथ एफएमआरआई अध्ययन के साथ साथ मस्तिष्क केंद्र के ईजी अध्ययन सक्रियण के माध्यम से भी पहचान की जा रही है जो अत्यधिक खुशी और शांति से जुड़ी हैं इसलिए ऐसा नहीं है कि यह धर्मशास्त्र या धार्मिक पूर्वाग्रह के आधार पर है कि मैं इन विचारों को आपके साथ साझा कर रहा हूं ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुके हैं और आप पाते हैं कि इसमें से बहुत कुछ हमारी अपनी परंपरा से लिया गया है और हमें इसकी खोज करने की आवश्यकता है सहानुभूति के बारे में प्रासंगिकता के कुछ प्रमुख बिंदु जिन्हें हम लिंग और सहानुभूति पर स्पर्श करेंगे आम तौर पर यह पाया जाता है कि महिलाएं अधिक सामयिक युवा पुरुष हैं आयु और सहानुभूति यह पता चला है कि जब तक हम 2 साल के होते हैं तब तक हम अन्य लोगों के दर्द के बारे में सहानुभूति रखने लगते हैं और 5 से 7 और 8 के भीतर के बच्चे अन्य लोगों के दर्द को बहुत तीव्रता से महसूस करते हैं और जैसे जैसे हम वयस्क होते जाते हैं हम प्रवृत्ति में निपुण होते जाते हैं और समाज और दुनिया में बेहतर नेविगेट करने के लिए और अधिक अलग हो जाते हैं भावात्मक सहानुभूति को संज्ञानात्मक सहानुभूति से विभेदित किया गया है जहाँ आप महसूस कर सकते हैं कि भावना ही भावना से संबंधित सहानुभूति है जहाँ आप इसे अनुभव करते हैं और संज्ञानात्मक वह है जहाँ आप इसे समझते हैं अब जाहिर है वे बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं और बहस करने योग्य विभेदित हो भी सकते हैं और नहीं भी और आप देखते हैं कि सहानुभूति बहुत चरम पर हो सकती है जहां उदाहरण के लिए हमारे पास श्री रामकृष्ण की कहानी है जो एक व्यक्ति को रोते हुए और दूसरे व्यक्ति को देखता है और उसके तुरंत बाद आप पाते हैं कि दूसरे व्यक्ति के घाव उसकी पीठ पर दिखाई देते हैं इसलिए नहीं कि वह वास्तव में दंडित हो रहा है बल्कि इसलिए कि आप देख रहे हैं कि वह दूसरे व्यक्ति के दर्द को कुछ हद तक महसूस करता है कि उसके शरीर पर घाव प्रकट हो जाता है तो ये उदाहरण चरम सहानुभूति के भी हैं जैसा कि मैंने आपको बौद्ध धर्म में बताया था हम सहानुभूति के बारे में बात करते हैं और इसके माध्यम से एक मार्ग है और आप देखते हैं कि यह जो मार्ग है वह मनन ध्यान के रूप में जाना जाता है मूल रूप से क्या होता है कि आपको कहा जाता है कि आप अपने आप को मननशील समझें किस बात का ध्यान रखें अपनी भावनाओं को समझें जो भी गतिविधियाँ करें और जो आपके मन में चल रही हैं उस बातों का ध्यान रखें यदि आप इन के प्रति संवेदनशील हैं तो अगला कदम अपने आप को अलग करना है क्योंकि यदि आप अपनी भावनाओं को पहचानने में सक्षम हैं इसका मतलब है कि आप एक निश्चित स्तर पर खुद को अलग करने में सक्षम हैं और कहते हैं कि ठीक है अब मुझे गुस्सा आ रहा है मैं देख सकता हूं कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो दो स्वयं हैं एक स्वयं का अनुभव कर रहे हैं और दूसरा स्वयं को भेदभाव करने की समझ है तो यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है यह सिर्फ अभ्यास है और जैसा कि आप अपनी भावनाओं से एक निश्चित सीमा पर अलग अलग अभ्यास करते रहते हैं धीरे धीरे आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और अन्य लोगों की भावनाओं को समझने में सक्षम होने की दिशा में ले जाते हैं इसलिए फिर से आप देखते हैं कि पश्चिमी परंपरा ने इस अवधारणा को स्वीकार कर लिया है कि विचारशीलता सहानुभूति पैदा कर सकती है और सहानुभूति एक निश्चित अर्थ में खुशी का कारण बन सकती है और मैंने पहले भी संक्षेप में बताया है कि इस विशेष पाठ्यक्रम में हम जो भी व्यवहार कर रहे हैं उसके लिए सहानुभूति बहुत प्रासंगिक हो सकती है अंत में इस विशेष स्लाइड में कम से कम मैं इस तथ्य पर जोर देना चाहूंगा कि सहानुभूति और उदारता बहुत निकट से जुड़े हुए हैं क्योंकि अगर आप अपने आप को किसी और के जूते में रखते हैं और अगर आप किसी और के दर्द का अनुभव कर सकते हैं तो यह आपको वह कार्य करता है जो हमने पहले बात की थी और जो आपको विशिष्ट दिशाओं में ले जा सकता है ये कुछ चीजें हैं जिनका अध्ययन हम एक साथ करेंगे जैसा कि मैंने पहले कहा था और इस सत्र के अंत की दिशा में हम जिस तरह का कदम उठाना चाहते हैं मैं उनमें से एक को सहानुभूति देना चाहूंगा आप देखते हैं कि यदि आप इनमें से कुछ भावनाओं को देख रहे हैं तो भावनाओं के इन प्रकार के व्यापक विस्तृत सरणी अभी भी भावनाओं के अन्य निश्चित रूप हैं मैंने आपके साथ उन छह प्रमुख भावनाओं के बारे में चर्चा की है जो आप पाते हैं कि ये सबसे उप प्रकार हैं या भावनाओं के विभिन्न रूप हैं उदाहरण के लिए खुशी को हम रोमांचित और खुश कह सकते हैं यह खुशी हो सकती है यह शांत और खुश हो सकती है तो आपके पास अलग अलग तरह की ख़ुशी ख़ुशी की अलग अलग डिग्री और वो सब हो सकता है अब महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां प्रत्येक मामले में हमें बहुत मदद मिलती है अगर मैं गुस्से में हूं और अगर मैं खुद को अलग करने में सक्षम हूं और गुस्से के बारे में कुछ सवाल पूछूं तो यह न केवल क्रोध का बेहतर प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ने वाला है बल्कि समानुभूति की दिशा मे भी आगे बदता है यह क्या है जो मुझमें इस क्रोध का कारण बनता है अगर मैं कारणों की पहचान करने में सक्षम हूं तो शायद मैं उन कारणों को बहुत बेहतर तरीके से संभाल पाऊंगा क्रोध एक कारण से है क्रोध को ईर्ष्या से भी जोड़ा जा सकता है आप किसी से नाराज़ हैं क्योंकि कोई व्यक्ति किसी विशेष संदर्भ में सफल रहा है अब एक बार जब आप इस गुस्से का कारण खोज लेते हैं और आप उस कारण का अलग तरीके से विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं तो संभवत आप उसमें महारत हासिल करने में सक्षम होंगे और आप स्वयं को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे आप देखते हैं कि फिर से हम उस स्थिति में वापस आ जाते हैं जहाँ हमारा स्वयं को समझना दूसरों को समझने की दिशा में आगे बढ़ने का एक तरीका है जो कि आप के पहले की प्रस्तुतियों के बारे में से एक है तो आप देखते हैं कि हम इस विशेष संदर्भ में भावनाओं की एक विस्तृत सरणी के बारे में बात कर रहे हैं और प्रत्येक मामले में कृपया अपने आप से हर बार पूछने पर कहते हैं की मैं ऊब गया हू मैं ऐसा नहीं करना चाहता अपने आप से यह प्रश्न पूछें कि ऐसा क्या है जिसके कारण वह मुझे ऐसा नहीं करने के लिए प्रेरित कर रहा है क्या कारण हैं क्या यह डर है कभी कभी यह संभव है कि आप उन चीजों को स्थगित कर दें जिनसे आप डरते हैं जो जटिल हैं जो आलोचनात्मक हैं जो चिंताग्रस्त हैं इसलिए मुझे इसे पोस्टपोन करने दें उदासीनता स्पष्ट रूप से आलस्य की तरह दिखती है लेकिन नहीं शायद यह भय या कुछ और द्वारा संचालित है इसलिए यदि आप भावनाओं का विश्लेषण करना शुरू करते हैं तो आप इस भावनाओं के कारणों की पहचान करने में सक्षम हैं और बहुत बार कारण सीधे तौर पर उस से नहीं जुड़े होते हैं उदाहरण के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रोध किसी और चीज के कारण होता है शायद डर के कारण उदासीनता होती है तो अंतर्संबंधों की विभिन्न जटिलताएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें आप पहचानने में सक्षम हैं और इससे आपको बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलती है और एक बार जब आप खुद को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम हो जाते हैं तो आप बेहतर प्रबंधन की दिशा में पहला कदम उठाने की स्थिति में होते हैं लेकिन अन्य लोगों को बेहतर ढंग से समझते और फिर जाहिर है बेहतर प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ते हैं इसलिए मेरा मानना है कि आखिरी बात जो मैं आपके साथ साझा करूंगा वह यह है कि हम दुःख और सहानुभूति उदारता और सहानुभूति के साथ कुछ अध्ययन करेंगे और हम आपसे इसका हिस्सा बनने का अनुरोध करेंगे और जो कुछ भी हम आपके साथ करेंगे उसके परिणाम हम साझा करेंगे आपका बहुत धन्यवाद